सभी को नमस्कार कंप्यूटर ऐडेड ड्रग डिजाइन के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है इस कक्षा में हम ड्रग के गुणों को देखेंगे तो केवल यह नहीं की एक दवा के पास बहुत अच्छी गतिविधि होनी चाहिए चाहे बैक्टीरिया को मारना हो या कैंसर की कोशिकाओं को मारना हो या रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करना हो इसके पास बहुत बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए मैंने कुछ गुणों का परिचय दिया है लेकिन अब हम इसको विस्तार में जाकर देखेंगे क्योंकि यह मानव शरीर के अंदर ले जाया जाएगा यह ज्यादातर हम सभी के द्वारा मौखिक रूप से ली जाती हैं क्योंकी ज्यादातर दवाएं मौखिक रूप से ही ली जाती हैं यदि हम इंट्रावेनस और पेरिटोनियल से तुलना करते हैं इसलिए दवा के पास निश्चित ही गतिविधि होनी चाहिए इसके पास अच्छी गतिविधि होनी चाहिए और यह एक विशेष टारगेट के लिए चयनित होना चाहिए हम यह नहीं चाहते की दवा कई टारगेट पर कार्य करें जिससे यह साइड इफेक्ट का कारण हो सकती है तो यह किसी विशेष टारगेट के लिए बहुत खास होनी चाहिए तो यदि इसको किसी विशेष प्रकार के ट्यूमर को मारना है तो यह सिर्फ उस पर जाकर कार्य करना चाहिए यदि इसको पाथवे के किसी एंजाइम को अवरुद्ध करना हो तो इसको सिर्फ उस एंजाइम को ही अवरुद्ध करना चाहिए न की उस पाथवे के सभी एंजाइम्स को और फिर इसका अच्छा मौखिक अवशोषण होना चाहिए क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ज्यादातर हम दवा को मौखिक रूप से लेते हैं क्योंकि कोई भी इंजेक्शन और दवा लेने के दूसरे तरीकों को पसंद नहीं करता और इसको शरीर के अंदर वितरित हो जाना चाहिए क्योंकि जैसे ही यह रक्त में पहुंचती है यह सब जगह वितरित हो जाती है और फिर यह टारगेट साइट पर पहुंचती है और फिर इसको बेशक ही शरीर के अंदर उपापचय हो जाना चाहिए तो इस विशेष चित्र को देखिए जिसे मैंने बनाया है क्योंकि हम सामान्यता दवाई को मौखिक रूप से लेते हैं तो यह पेट में पहुंचती है वहां पेट में इसका अवशोषण होता है और फिर यह नीचे Duodenum में चला जाता है वहां रक्त प्रभाव में इसका अवशोषण होता है और फिर बेशक ही वहां लीवर द्वारा इसका विघटन शुरू होता है क्योंकि लीवर एक अच्छा द्वारपालक है इसलिए वहां बहुत सारे एंजाइम p450 प्रकार के एंजाइम होते हैं हम दवा की जो मात्रा लेते हैं उसकी रक्त प्रवाह में बहुत थोड़ी सी मात्रा बचती है क्योंकि यह विघटित हो जाते हैं और उपापचय हो जाते हैं इसलिए दवा का अवशोषण GI Tract या Duodenum में नहीं होता है और यह उत्सर्जित हो जाते हैं और बेकार हो जाते हैं यदि अंदर इनका उपापचय हो जाता है तो यह लीवर में जाते हैं उससे किडनी में जाते हैं और फिर वहां से मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं और फिर बेकार हो जाते हैं इसलिए प्लाज्मा में उपलब्ध दवा की मात्रा मौखिक रूप से लिए गए दवा की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है और बेशक यह वहां नहीं रुकती है कुछ दवाओं का अवशोषण ऊतकों द्वारा भी किया जाता है इसलिए दवा कि वह मात्रा जो टारगेट पर पहुंचती है जहां इसे पहुंचना है और कार्य करना है यहां ली हुई दवा की तुलना में बहुत बहुत कम होती है इसलिए यह प्रभावी सांद्रता है जहां इसे कार्य करना है जबकि यह हमने लिया है इसलिए इस मात्रा को बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं और सोचिए यदि मेरी उंगली में सूजन है और हम सब जानते हैं कि हम ibuprofen जैसी दवा लेंगे इनको non steroidal एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहां जाता है तो यह अंदर आएगी और जो भी अवशोषित होगी रक्त प्रवाह में चली जाएगी लेकिन जो GI या Duodenum मैं अवशोषित नहीं होगी बेकार हो जाएगी Ibuprofen का लीवर द्वारा विघटन शुरू हो जाता है तो यह मूत्र के रास्ते बाहर आ जाता है और यह उत्सर्जित हो जाता है और ऊतकों में रक्त प्रवाह से कुछ अवशोषण हो सकता है इसलिए वह सांद्रता जो मेरी उंगली में पहुंचती है मेरी उंगली में सूजन कम करती है मौखिक रूप से ली हुई की तुलना में बहुत बहुत कम हो सकती है क्योंकि यह वह सांद्रता है जो टारगेट साइट पर कार्य करेगी और इसका कार्य इस सांद्रता पर निर्भर करेगा ना कि इस सांद्रता पर इसलिए जब दवा मौखिक रूप से टारगेट साइट पर जाती है तो बहुत सी घटना होती है अवशोषण वितरण उपापचय जैसी क्रियाएं क्योंकि शरीर के अंदर इसका उपापचय हो जाता है Oxidoreductase lipases इत्यादि जैसे एंजाइम और Esterases इत्यादि जैसे हैं इसके पश्चात निश्चित ही वह जो पेट में और Duodenum में अवशोषित नहीं होता है उत्सर्जित कर दिया जाता है और इसका उत्सर्जन किडनी के द्वारा मूत्र से किया जाता है फिर घुलनशीलता होती है जैसा कि आप जानते हैं पेट का पीएच 2 होता है जबकि जब आप नीचे की तरफ जाएंगे वहां पर पीएच 2 3 4 इत्यादि हो सकता है और रक्त प्रभाव का पीएच 74 है इसलिए इसको इस पीएच पर घुलनशील होना चाहिए तो यह दवा के लिए एक बड़ी चुनौती है इसको pH 2 पर और 7 पर अवश्य ही घुलनशील होना चाहिए अन्यथा यह ठोस होने लगेगा कुछ प्राकृतिक पदार्थ यहां पर घुलनशील नहीं होते हैं और यह यहां इत्यादि पर घुलनशील होते हैं और बहुत से ड्रग लवणों से बने होते हैं जो कि यहां पर इसकी घुलनशीलता अच्छी करते हैं और फिर यह बायोअवेलेबिलिटी जिसका मतलब टारगेट पर दवा की सांद्रता मौखिक रूप से लिए गए दवा की सांद्रता की तुलना में इसको बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं यदि बायोअवेलेबिलिटी अधिक है तो आप कम सांद्रता के साथ भी अच्छा सांद्रता प्राप्त कर सकते हैं यदि बायोअवेलेबिलिटी कम है तो आप अधिक सांद्रता के साथ भी टारगेट साइट पर बहुत बहुत कम सांद्रता प्राप्त कर पाएंगे उदाहरण के लिए यदि मेरे पैर में कोई कवक संक्रमण है तो इस कवक को मारने के लिए सांद्रता अधिक होनी चाहिए इसलिए हम एंटीबायोटिक लेंगे क्या एंटीबायोटिक इन सभी प्रक्रियाओं से होकर जाती है इनमें से कुछ अवशोषित हो जाते हैं इनमें से कुछ उत्सर्जित हो जाते हैं फिर इनमें से कुछ लीवर द्वारा उपापचय हो जाते हैं और मूत्र के जैसे बाहर चले जाते हैं और इनमें से कुछ मेरे ऊतकों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तो वह सांद्रता जो मेरे पैर में पहुंच रही है यदि कवक को मारने की न्यूनतम निरोधात्मक एकाग्रता से कम है तो हमने जो भी लिया है उसका कोई उपयोग नहीं होगा इसलिए मेरे पैर में दवा की सांद्रता अधिक होनी चाहिए जिससे कि कवक को मारा जा सके अन्यथा डॉक्टर बहुत अधिक मात्रा में दवा लेने के लिए सलाह देगा जिससे की पेट में और लीवर में विषाक्तता हो सकती है और यह हो सकता है कि यह टारगेट साइट पर काम ना करें क्योंकि यह न्यूनतम निरोधात्मक एकाग्रता मैं नहीं पहुंच रही है इसलिए दवा की बायोअवेलेबिलिटी अधिक होनी चाहिए सामान्यता यह कहा जाता है की कम से कम हमारे पास 30 35 बायोअवेलेबिलिटी होनी चाहिए इसका मतलब है कि 67 दवा कहीं बर्बाद हो जाएगी या तो उत्सर्जन से या ऊतकों में एकत्रित होने से या उपापचय होने से शरीर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में उपापचय हो रहा है क्योंकि बहुत सी संरचना बहुत बुरे हैं जिससे यह Oxidised या esterified इत्यादि हो जाते हैं इसके पश्चात कोई साइड इफेक्ट दवा के दीर्घकालीन या अल्पकालीन साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए इसलिए हम ना तो अल्पकालीन इसका मतलब है कुछ महीनों मैं उल्टी या रक्तचाप का बढ़ना और ना ही दीर्घकालीन जोगी कार्डियोवैस्कुलर समस्याएं दे सकता है और दीर्घकालीन में कुछ और समस्याएं हो सकती हैं और फिर विषाक्तता बेशक इसे विषाक्त नहीं होना चाहिए जैसा कि आपने देखा यहां पर 10 बिंदु हैं और यह पूर्ण नहीं है इनमें से कुछ को आप देखने जा रहे हैं उपापचय पदार्थ भी विषाक्त नहीं होने चाहिए क्योंकि हो सकता है की दवा विषाक्त ना हो लेकिन जब यह छोटे मॉलिक्यूल में विघटित होते है तो यह है पदार्थ विषाक्त हो सकते हैं जैसा कि हम नहीं चाहते हैं दवा किधर होनी चाहिए जैसे कि इन 2 पीएच की स्थिति पर घुलनशील होती है यह pH की स्थिति पर भी स्थिर होने चाहिए सोचिए यहां पर Ester और Amide बांड है जो की acidic पीएच पर विघटित होना या Hydrolysed होना शुरू हो जाते हैं फिर यहां पर Blood brain barrier जैसा कुछ है हम इसके बारे में बाद में बहुत ज्यादा बात करेंगे यह Blood brain barrier पूरे शरीर को मस्तिष्क से अलग करते हैं यह वायरस और विषाक्त पदार्थों को मस्तिष्क में प्रवेश करने से रोकते हैं यह केवल ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को जाने देते हैं इसलिए हम मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो दवाई लेते हैं वह मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करती है और मस्तिष्क की कार्यशैली को खराब नहीं करती है इसलिए यहां पर Blood brain barrier जैसा कुछ है हम नहीं चाहते कि दवा Blood brain barrierर में प्रवेश करें आप नहीं चाहते की ibuprofen प्रवेश करें और मस्तिष्क के साथ कोई परेशानी उत्पन्न करें बेशक यहां पर तंत्रिका रोगों के लिए कुछ दवाइयां हैं कुछ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित है इस समय हम दवा को Blood brain barrier से पार कराना चाहते हैं जबकि सामान्य दवाइयां जो शरीर के कार्य के लिए प्रयोग की जाती हैं वह Blood brain barrier को पार नहीं करती हैं हम इस पर बाद में विस्तार से देखेंगे और यहां पर कुछ Pgylcoprotein प्रकार के प्रोटीन है जो की efflux pump का कार्य करते हैं इसका मतलब यह जब कभी किसी बाहरी मॉलिक्यूल को देखते हैं तो पकड़ कर बाहर कर देते हैं इस प्रकार से यह शरीर को विषाक्त पदार्थों से बचा कर रखते हैं मुख्यता Blood brain barrier के क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं में यह प्राया अधिक पाए जाते हैं इसलिए हम नहीं चाहते कि दवा को बाहर भेज दिया जाए जिससे कि यह बर्बाद हो जाएगा इसलिए effluxing द्वारा दवा को मूत्र में फेंक दिया जाता है इसलिए हम यह नहीं चाहते कि प्लाज्मा में जो भी दवा की मात्रा उपस्थित है वह बेकार हो जाए फिर shelf life बेशक आप दवा को बनाते हैं उत्पादक कैसे बनाते हैं और यह दवा की दुकान में भेज दिया जाता है फिर मरीज इसको खरीदते हैं फिर यह 3 से 6 महीने लेता है इसलिए दवा के पास पर्याप्त shelf life होनी चाहिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इसका विघटन नहीं शुरू होना चाहिए यह oxidized इत्यादि नहीं होना चाहिए और आपको यह सुनिश्चित करना है यह किस प्रकार की मौखिक दवा होगी यदि यह intravenous intraperitoneal intramuscular nasal anal vaginal dermal होने जा रही है तो इन दवाओं की लेने के प्रकार पर इनको विभिन्न प्रकार से बनाया जाता है तो यह अत्यधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है इसको पाउडर फॉर्म में और इसको सलूशन फॉर्म इत्यादि में आसानी से बनाया जाना चाहिए और हमको इस की कार्यशैली को जानना चाहिए आपको यह पता होना चाहिए यह दवा कैसे काम करेगी यह किस एंजाइम को रोकेगी और कौन से प्रोटीन और जींस को डाउनरेगुलेट या अपरेगुलेट करेगी यह बहुत बहुत आवश्यक है आजकल FDA अमेरिका की खाद्य एवं दवा प्राधिकरण यह प्रश्न पूछती है वह ऐसे ही नहीं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जो अच्छी गतिविधि दिखाता है अनुमोदन दे देते हैं बहुत सालों पहले लेकिन पिछले 25 30 वर्षों में दवा के कार्य की गतिविधि और लागत जाने बिना FDA अनुमोदन नहीं देता है लागत एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है यदि यह नई दवाई है या नया रासायनिक संरचना है जिसको फार्मा कंपनी प्रस्तुत कर रही हैं इसकी कीमत RD की लागत को वसूलने के लिए बहुत बहुत ज्यादा है इन दवाओं को भारत जैसे देशों और तीसरी दुनिया के देशों में नहीं बेचा जाता लेकिन एक बार जब दवा पेटेंट से बाहर आ जाती है एक बार दबा पेटेंट से बाहर आ जाती है यह व्यापक दवा बन जाती है और इसकी कीमत कम हो जाती है कुछ दवाएं उदाहरण के लिए Tuberculosis HIV Malaria के लिए सामान्यता दवा की कीमत कम रखी जाती है क्योंकि इसको बहुत सामान्य जनता के पास पहुंचना होता है जबकि कुछ कैंसर की दवाएं जिनकी बहुत नई शुरुआत की गई है कीमत हजारों हजार रुपए होती है जबकि एक मलेरिया की दवा कुछ रुपए की होती है फिर बनाने का आसान तरीका बेशक बायोप्रोसेस आप कैसे बनाते हैं क्या इसे बनाना आसान है यह जानना बहुत आवश्यक है आप इसको बहुत आसान तरीकों से बना सकते हैं फिर जानवरों के परीक्षण आसानी से करने हैं क्योंकि जब आप एक नई रासायनिक संरचना को प्रयोगशाला में बनाते हैं तो पशुओं पर मानव वॉलिंटियर्स पर परीक्षण करना आवश्यक हो जाता है इसलिए इसका परीक्षण और संपूर्ण कार्य की देखभाल आसानी से करना चाहिए तो आप लगभग 20 आवश्यकताएं देखते हैं तो यह सिर्फ गतिविधि नहीं जबकि बहुत बड़ी संख्या में गुणों की आवश्यकता है इससे आप पूर्णतया संतुष्ट हो सके कि यह सभी चरणों को पार करता हुआ एक दवा बनेगा इसलिए आप की प्रयोगशाला में बहुत बहुत से सक्रिय मॉलिक्यूल अनुमोदन की प्रक्रिया को पार नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इनमें से कोई समस्या होती है तो उनके पास इनमें से कोई समस्या होती है या उनके पास यहां पर अंकित समस्याओं में से कोई समस्या होती है इसलिए दवा को फेंक दिया जाता है इसलिए दवा बनाने में केमिस्ट्री बहुत बड़ा योगदान देती है गुणों का ड्राफ्ट बनाने में रासायनिक संरचना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है इसलिए संरचना और गुणों का संबंध बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कौन से संरचनात्मक गुण इसकी स्थिरता को अच्छा करेंगे कौन से संरचनात्मक इसके उपापचय को कम करेंगे कौन से संरचनात्मक गुण इसकी बायोअवेलेबिलिटी को अच्छा करेंगे कौन से सबस्ट्रक्चर गुण GI मे इसका अवशोषण अच्छा करेंगे इसलिए इन सब को जानना बहुत आवश्यक है इसलिए आपको medicinal chemistry biochemistry physical chemistry इत्यादि की अच्छी जानकारी होनी चाहिए तो यह संरचनात्मक गुण क्या है मॉलिक्यूलर वेटहाइड्रोजन बॉन्ड देना हाइड्रोजन बॉन्ड ग्रहण करना हाइड्रोजन बांड देने का मतलब OH और NH जैसे समूह का होना है हाइड्रोजन बांड ग्रहण करने का मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन इत्यादि हैं Log P एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण गुण है Log P आपको हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के संतुलन के बारे में बताता है जिसका मतलब यह ना तो हाइड्रोफोबिक होना चाहिए और ना ही यह हाइड्रोफिलिक होना चाहिए और यदि यह अत्यधिक हाइड्रोफिलिक है तो यह है पेट में अच्छे से घुल जाता है किंतु इसको GI को पार करना होता है क्योंकि यह बसा की बनी होती है जोकि हाइड्रोफोबिक है इसलिए पार नहीं कर पाती है यदि यह अत्यधिक हाइड्रोफोबिक है तो दवा आपके पेट के द्रव्य में नहीं घुलेगी किंतु यह आसानी से GI के माध्यम से फैलने में में सक्षम है क्योंकि GI बहुत हाइड्रोफोबिक है इसको Log P कहते हैं इसलिए Log P हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के संतुलन का अनुपात है फिर pKapKb आते हैं जिसका मतलब है हल्की acid और हल्की base स्थिति का विघटन होना पोलर सरफेस एरिया पोलर समूह जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है कितने Hetrocycle वहां है जिसका मतलब साइकिल समूह जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रखते हैं कितने aromatic रिंग वहां पर हैं कितने Ketonic समूह वहां पर हैं कितने rotatable बांड है यदि इसमें rotatable बॉन्ड है तो दवाई बहुत ही लचीली होगी जिससे कि यह आसानी से एक्टिव साइट में समा सकती है क्रिस्टलाइन स्वभाव क्या यह क्रिस्टलाइन है या नहीं यदि यह अत्यधिक क्रिस्टलाइन है तो दवा घुलनशील नहीं होगी यदि यह किसी निश्चित आकार की नहीं है तब यह घुलनशील होगी यहां पर कितने Ester बॉन्ड और कितने amide बॉन्ड है क्योंकि Ester बॉन्ड बहुत आसानी से esteraces amidases की सहायता से विघटित हो सकते हैं यदि यह एंजाइम शरीर में उपलब्ध है तो वह आसानी से उपापचय हो जाते हैं तटस्थ या लवण अवस्था क्या यह तटस्थ या लवण अवस्था में है तो यह सभी गुण और यह गतिविधि चयनात्मकता मौखिक अवशोषण शरीर के अंदर वितरण उपापचय उत्सर्जन pH 2 और 7 पर घुलनशीलता बायोअवेलेबिलिटी साइड इफेक्ट विषाक्तता स्थिरता blood brain barrier Pgp efflux अवस्थाएं है हम इनको संरचनात्मक डिस्क्रिप्टर भी कहते हैं हम इनको संरचनात्मक डिस्क्रिप्टर और संरचनात्मक गुण इत्यादि कहते हैं इसलिए हम इनको गुण डिस्क्रिप्टर गुण संरचनात्मक डिस्क्रिप्टर कहते हैं इसलिए यह संरचनात्मक गुण और डिस्क्रिप्टर दवा के बहुत सारे गुणों को पहचानते हैं रसायन चिकित्सा की हैसियत से यहां पहुंचने के लिए आप इन सब के साथ कार्य करने में सक्षम होना चाहिए और गतिविधि बहुत जरूरी है किंतु आप यह नहीं भूल सकते गतिविधि बहुत जरूरी है किंतु आप इन सब को नहीं भूल सकते यह सब दवा द्वारा FDA के अनुमोदन को पार करने करने के लिए बहुत बहुत आवश्यक हैं और इसलिए यह संरचनात्मक गुण संरचनात्मक डिस्क्रिप्टर इन सभी पैरामीटर को पहचानते हैं तो क्या होता है कभी कभी हमको गतिविधि और शक्ति और चयनात्मकता की और दूसरे दवा समानता गुणों से संतुलन बनाने की जरूरत है जैसे कि यह GI tract को पार करता है विषाक्तता उपापचय फार्माकोकीनेटिक्स क्या होता है जब आप गतिविधि बनाम और गुणों के बीच में समानता करते हैं इसलिए कभी कभी आपके पास बहुत अत्यधिक गतिविधि वाली दवा है लेकिन इसके और गुण अत्यधिक खराब है हो सकता है यह GI tract पार ना कर पाता हो और विघटित हो जाता हो जबकि आप की प्रयोगशाला का दूसरा सबसे अच्छी गतिविधि वाला कंपाउंड इन सभी गुणों को रखता हो इसलिए दूसरे ड्रग को बाजार में क्लीनिकल परीक्षण के माध्यम से ले जाना अत्यधिक अच्छा होगा पहले कंपाउंड की तुलना में संरचनात्मक गुणों के परीक्षण और परिवर्तन के लिए संरचना में कोई परिवर्तन कीजिए जिससे कि यह अच्छा बन सके अगर इसके गुण में कोई दिक्कत हो जैसा कि मैंने बाजार में उपलब्ध व्यवसायिक दवाओं को अंकित किया हैअब हम कुछ दवाओं को देखते हैं जैसा कि मैंने ज्यादा बिकने वाली दवाओं को अंकित किया है हम उनके कुछ संरचनात्मक गुणों को देखते हैं इस दवा को Humira कहते हैं इसको रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए मौखिक रूप से लिया जाता है इसलिए इसका वितरण की मात्रा 87 लीटर है इसका मतलब यह है कि यह रक्त में और इसके साथ साथ कुछ ऊतकों में वितरित होती है और जब दवा की मात्रा बहुत बहुत ज्यादा अधिक होती है जब आपके पास शरीर के अंदर वितरण की मात्रा बहुत अधिक है दवा की सांद्रता नीचे चली जाती है तो इसका मतलब यह है कि प्रभावी सांद्रता बहुत कम है यह एक प्रोटीन से बंधता है यदि दवा प्रोटीन से लगभग 40 बंधती है और इसकी बायोअवेलेबिलिटी 74 है इसका मतलब यदि मैं 100 मिलीग्राम की मौखिक दवा लेता हूं तो 74 मिलीग्राम दवा टारगेट साइट पर उपलब्ध है जो कि अच्छी है सामान्यता 70 75 65 एक अच्छी मात्रा है यह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है निकलने की Half life 3 घंटे की है इसका मतलब 50 प्रतिशत दवा को प्लाज्मा से बाहर निकलने में 3 घंटे लगते हैं यह भी अच्छा है हम नहीं चाहते कि दवा की अधिक मात्रा बहुत अधिक समय के लिए शरीर में रुके बेशक यदि बाहर निकलने की गति अधिक तेज है तो दवा की गतिविधि बहुत जल्दी कम हो जाती है जिससे आपको दवा बहुत जल्दी जल्दी लेनी पड़ेगी यदि दवा कि बाहर निकलने की गति बहुत बहुत कम है तब दवा वहां पर एकत्रित हो जाएगी यह आगे चलकर कोई दूसरी समस्या उत्पन्न कर सकती है उपापचय दवा का उपापचय एक विशेष एंजाइम द्वारा किया जाता है जिसको p450 कहते हैं यह बहुत अधिक मात्रा में एंजाइम उपापचय करते हैं यह बाजार में एक अधिक बिकने वाली दवा है तो निकासी 70 है तो यह Hepatic clearance के द्वारा लीवर से और गुर्दों से बाहर निकल जाती है अब हम दूसरे को देखते हैं जिसे Etanercept कहते हैं यह जेब पदार्थ है जैसा कि आप देख सकते हैं यह प्रोटीन जैसा है यह Autoimmune Diseases को TNF मैं हस्तक्षेप करके सही करते हैं यह एक घुलनशील Inflammatory Cytokine है जोकि रूमेटाइड अर्थराइटिस के लक्षणों को कम करता है तो यह Autoimmune Diseases को सही करता है यह एक बड़ा मॉलिक्यूल है जैसा कि आप देख सकते हैं 51234 डाल्टन है और इसमें 934 अमीनो एसिड है तो बेशक यह एक इंजेक्शन के रूप में त्वचा के नीचे दिए जाते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यदि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल हवा के मार्ग में कम है जैसा कि पिछले मामले में इसको मौखिक रूप से दिया जा सकता था लेकिन यह एक बड़ा मॉलिक्यूल है बेशक प्रोटीन मौखिक रूप से नहीं लिया जा सकता क्योंकि जब GI और पेट में pH 2 है इसका विघटन हो जाएगा और यह GI tract को पार नहीं कर पाएगा इसलिए इसका Half life बहुत ज्यादा है 102 घंटे इसका निकलने की दर 60 से 80 मिलीलीटर प्रति घंटा है इसका Isoelectric point 789 है मतलब 789 pH पर इसका आवेश 0 होगा तो इसको इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है क्योंकि यह प्रोटीन है और इसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक है अब दूसरे को देखते हैं यह chimeric monoclonal antibody है यह TNF alpha के विरुद्ध कार्य करती है इसका प्रयोग autoimmune diseses और रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए किया जाता है फिर से यह एक बड़ा मॉलिक्यूल है यह एक प्रोटीन है यह एक Chimeric प्रोटीन है तो 144190 तो बेशक इसको इंट्रावेनस दिया जाएगा यहां जैसा कि आप देख सकते हैं यह इंट्रावेनस दिया गया है बायोअवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है 92 क्योंकि यह इंट्रावेनस दिया गया है इसको GI पार करने में pH स्थिरता इत्यादि में कोई दिक्कत नहीं है वितरण की मात्रा 3 से 6 लीटर है तो यह अत्यधिक कम है तो बेशक ही blood plasma क्षेत्र में सांद्रता अधिक है अब दूसरे को देखते हैं यह दवा छोटे मॉलिक्यूल की है यह तीन दवाओं Advair Seretide Viani का मिश्रण है यह मिश्रण बहुत सारे विभिन्न दवाओं को रखता है जिसका प्रयोग दमा के प्रबंधन में और chronic constructive pulmonary बीमारी में किया जाता है तो यह कुछ aniti inflammatory गुणों रखती है तो यह दवा रखती है जो pulmonary का विस्तार करती है तो यह खांसी खरखराहट सांस का छोटा होना जैसी समस्याओं को कम करती है तो बेशक मॉलिक्यूलर भार 916 gram mole है तो यह मुख्यता anti inflammatory के लिए वायु मार्ग बनाती है दूसरे को देखिए यह लंबा कार्य करने वाला basal इंसुलिन का अनुरूप है ठीक इसलिए इंसुलिन अनुरूप का मतलब इसको शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना है यह लंबी अवधि के लिए लंबे समय तक 18 से 26 घंटे कार्य करने वाला है यह recombinant DNA तकनीकी द्वारा बनाया जाता है इसका isoelectric point 54 से 67 है पशुओं में इसकी half life 30 घंटे की है 6063 इसलिए इसको मौखिक रूप से नहीं दिया जा सकता इसको इंट्रावेनस मार्ग से ही दिया जाना चाहिए दूसरी दवा को देखिए यह monoclonal antibody CD20 प्रोटीन के विरुद्ध कार्य करती है तो एक महत्वपूर्ण बात जो आपने जानी है कि सभी व्यावसायिक दवाइयां अधिकता में बिकने वाली दवाइयां जो हम यहां दिखा रहे हैं उनकी कार्यशैली की जानकारी अच्छे से उपलब्ध है यह पुन्हा यह 143859 बड़ा मॉलिक्यूल है तो बेशक इसको इंट्रावेनस दिया जाता है half time 30 से 400 घंटे का है क्योंकि यह प्रोटीन है इसके पास 213 अमीनो एसिड की दो भारी चेन 415 अमीनो एसिड की दो हल्की चेन और दो भारी चेन 213 अमीनो एसिड की है यह दिया हुआ है की यह autoimmune diseases leukimia इत्यादि के लिए है वितरण की मात्रा 3 लीटर है half life 08 है निकलने की मात्रा बहुत धीरे 034 प्रतिदिन है तो यह लंबे समय के लिए कार्य कर सकता है दूसरी दवा को देखिए इसको Avastin कहते हैं यह एक recombinant monoclonal antibody है जो कि angiogenesis को vascular endothelial growth factor द्वारा जिसको कहते हैं को निष्क्रिय करके कम करती है तो यह कैंसर को कम करने में सम्मिलित है यह blood vessel के प्रसार और ट्यूमर की वृद्धि को रोकती है बेशक यही recombinant वृद्धि पदार्थ है और इसको इंट्रावेनस दिया जाना चाहिए क्योंकि अणु भार को देखिए 149196 half time काफी अच्छा है 20 दिन इसका मतलब शरीर में काफी ज्यादा समय के लिए रहता है इसलिए बाहर निकलने की दर काफी कम है 026 और वितरण की मात्रा 46 ml है बहुत बहुत कम सांद्रता है मेरा मतलब थोड़ी सी मात्रा में बहुत अधिक सांद्रता आप प्राप्त कर सकते हैं दूसरी दवा को देखिए Trastuzumab Herceptin ब्रांड का नाम है यह monoclonal antibody है यह HER2neu रिसेप्टर का कुछ ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करने के लिए विरोध करता है यह बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है 145531 half life 28 दिन है वितरण की मात्रा 44 ml प्रति किलो है जिसका मतलब मात्रा बहुत बहुत कम है इसलिए आप अधिक सांद्रता को इस दवा के साथ प्राप्त कर सकते हैं इसलिए इसको भी इंट्रावेनस दिया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे जैविक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ज्यादातर इनको इंट्रावेनस दिया जाता है क्योंकि यह GI के pH 2 पर स्थिर है और इसके साथ साथ यह है बैरियर को पार नहीं करता है दवा Rosuvastatin को देखिए यह Statin की कक्षा है और यह हाई कोलेस्ट्रॉल को सही करती है यह HMG CoA reductase का प्रतिस्पर्धी अवरोधक है और मॉलिक्यूलर कम है 481 और इसको देखिए इसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि इसको मौखिक रूप से लिया गया है इस वजह से बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम है 20 इसलिए यदि आप दवा को इंट्रावेनस लेंगे तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी लेकिन कोई भी इंजेक्शन को पसंद नहीं करता है सब दवा को मौखिक रूप से लेना चाहते हैं यदि एक बार आपके पास मौखिक बायोअवेलेबिलिटी हैं तो यह एक समस्या हो सकती है ऐसा क्यों है यह शरीर के अंदर बहुत सारे प्रोटीन से बंधता है यह प्रतिवर्ती है किंतु बंधने के कारण प्लाज्मा में दवा की सांद्रता कम हो जाती है अधिकतम प्लाज्मा सांद्रता 3 से 5 घंटे पर होती है वितरण की मात्रा बहुत अधिक होती है आप देख सकते हैं 134 लीटर और बहुत से प्रोटीन प्रकार की दवाइयों की वितरण मात्रा बहुत कम होती है जबकि इस प्रकार के छोटे मॉलिक्यूल की मात्रा बहुत अधिक होती है इसलिए अंदर उपलब्ध सांद्रता बहुत कम हो सकती है इसलिए statin Cholestrol को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा व्यापार है यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में statins है Atorvastatin cerivastatin pitavastatin rosuvastatin और इत्यादि लेकिन यह विशेष मॉलिक्यूल सल्फर रखता है जबकि दूसरे मॉलिक्यूल सल्फर नहीं रखते हैं इसलिए statins high cholestrol के लिए हैं और यह है बहुत बड़ा व्यापार है और वार्षिक बिक्री बिलीयन डॉलर्स में है दूसरे को देखिए यह Atorvastatin है ब्रांड Lipitor के नाम से बेची जाती है एक समय यह HMG CoA reductase पर काम करते हुए और कोलेस्ट्रॉल को घटाते हुए 10 बिलियन डॉलर बना रही थी जैसा कि आप देख सकते हैं 1996 से 2012 Lipitor ने 125 बिलियन की बिक्री की थी यह बहुत बड़ा व्यापार है वितरण की मात्रा 381 लीटर है तो बेशक ही अंदर सांद्रता कम होगी क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन वाइंडिंग में हिस्सा लेते हैं इसलिए एबिलिटी भी कम है 14 और systemic 30 है यह काफी कम है अधिकतम सांद्रता 2 से 3 घंटे में प्राप्त की जा सकती है इसलिए यह बहुत जल्दी कार्य करना शुरू करती है दूसरी दवा को देखिए यह छोटा मॉलिक्यूल है जिसका ब्रांड नेम Abilify है यह मानसिक बीमारियों के लिए बना है इसको CNS प्रकार की बीमारियां केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियां कहते हैं इसलिए यह blood brain barrier को पार कर जाता है यह 448 मॉलिक्यूलर वेट का छोटा मॉलिक्यूल है बायोअवेलेबिलिटी काफी अच्छी है 87 काफी अधिक प्रोटीन से बांधता है इसका उपापचय लीवर में साइटोक्रोम एंजाइम द्वारा किया जाता है half life 75 घंटे है यह किडनी द्वारा 27 और मल द्वारा 60 उत्सर्जित किया जाता है वितरण की मात्रा सामान्य है इसलिए बड़ी मात्रा में सफल व्यवसायिक सफल दवाएं संरचना और गुण अभी देखे हैं उनमें से कुछ बायो मॉलिक्यूल प्रोटीन है और बेशक ही इंट्रावेनस दिए जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल मौखिक रूप से दिए जाते हैं मौखिक रूप से दिए जाते हैं तो आप देख सकते हैं बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है जब यह इंट्रावेनस दिए जाते हैं बायोअवेलेबिलिटी बहुत अधिक होती है प्रोटीन के वितरण की मात्रा बहुत कम होती है इसलिए शीर्ष सांद्रता बहुत अधिक हो सकती है जबकि छोटे मॉलिक्यूल की वितरण की मात्रा बहुत अधिक होती है इसलिए शीर्ष सांद्रता बहुत कम हो सकती है इसलिए हम सबसे महत्वपूर्ण गुणों को देखते हैं जो कि दवा को सफल बनाने से पहले उसके पास होना चाहिए इसलिए आपको Biochemistry medicinal chemistry physical chemistry कि अच्छी जानकारी होनी चाहिए तो आप इन सभी पहलुओं को जैविक गतिविधियों के साथ जोड़ सकते हैं जिससे कि कोई एक बहुत ही सफल मॉलिक्यूल पा सकता है इसलिए हम दवा के गुणों के बारे में जारी रखेंगे जब हम आगे चलेंगे ठीक आप के समय के लिए धन्यवाद